इस अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है अब तक हम वायर एंटीना वायर एंटीना के प्रकार और उनका विश्लेषण कैसे करते हैं देख चुके हैं और हमने एंटीना पैरामीटर को देखते हुए देखा है कि मूल रूप से एंटीना रेडिएशन एफिशिएंसी एंटीना के एक प्रभावी क्षेत्र पर निर्भर करती है अब वायर एंटीना चूंकि वे परिभाषा से वायर हैं इसलिए उनके पास अधिक चौड़ाई नहीं है हालांकि उनके पास कुछ विद्युत चौड़ाई है जिसे हमने दिखाया है लेकिन अगर हम उच्च गेन उच्च डिरेक्टिविटी चाहते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है तो इसके लिए यह विचार आया कि अगर हम एंटीना के लिए दो आयामी स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं तो तारों के बजाय मतलब विकीर्ण के लिए एपर्चर को उपयोग करना बेहतर होगा वास्तव में सर जेसी बोस Sir JC Bose द्वारा भारत में कलकत्ता में पहले वायर एंटीना एक एपर्चर एंटीना का भी आविष्कार किया गया था क्योंकि वह संचार के लिए उपयोग करने वाले या अपने प्रयोग को साबित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वास्तव में वह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के नियम ऑप्टिक्स पर भी लागू होता है और इसके लिए वह पहले एक रिसीवर के रूप में एक हॉर्न एंटीना को उपयोग किया था जो एक एपर्चर के अलावा कुछ भी नहीं है उन्होंने इसे कलेक्टिंग फ़नल कहा था लेकिन वास्तव में यह एक एपर्चर एंटीना था इसलिए हॉर्न एंटीना जो आज तक बहुत लोकप्रिय है और हम इसे देखेंगे तो यह एपर्चर एंटीना एंटीना का एक वर्ग है इसका उदाहरण हैं अगर मेरे पास एक आयताकार या किसी भी वेवगाइड आयताकार या वृतीय या किसी क्रॉस सेक्शन वेव गाइड के रूप में एक ट्रांसमिशन लाइन है और अचानक मैं इसे खोलता हूं इसका मतलब है यहाँ कोई और धातु नहीं है इसलिए यह तब वेवगाइड के माउंट से विकिरण करना शुरू कर देगा इसलिए इसे ओपन एंडेड वेव गाइड एंटीना कहा जाता है फिर उसमें संशोधन करके डिरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यानिकि उसके हॉर्न एंटीना के इफेक्टिव अपर्चर को बढ़ाने के लिए लोग वेवगाइड की कंडक्टरिंग वाल्स पर स्लॉट्स भी काटते हैं जो स्लॉट एंटीना हैं फिर एक और उपयोग है जिसके लिए आप इस प्रकार के एपर्चर एंटीना का उपयोग करते हैं और परावर्तक सतह का उपयोग करते हैं जिसे डिश एंटीना कहा जाता है इसलिए एक परावर्तक के रूप में डिश एंटीना जो एक एपर्चर के रूप में भी व्यवहार करता है लेकिन वास्तव में एक एंटीना या एपर्चर एंटीना या इसके आस पास वायर एंटीना होना चाहिए ताकि वह उस लम्बाई की सतह पर आ जाए और वहाँ से फिर से यह विकिरण गुण लेने लगे तो उन डिश एंटीना को आप देख सकते हैं आजकल हम प्लानर एंटीना जिनमें पैच एंटीना माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को हम देखते है इनमें आपके पास एक एपर्चर होता है डाइलेट्रिक्स पर चालक एपर्चर होता है और वहां से यह विकीर्ण होता है तो ये सभी एपर्चर एंटीना के उदाहरण हैं अब इस एपर्चर एंटीना की विश्लेषण तकनीक वायर एंटीना से थोड़ी अलग है क्यों कि वायर एंटीना में हमने साबित कर दिया है कि अगर हम ऐन्टेना पर कंडक्शन करंट डिस्ट्रीब्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं तो हम हर जगह विकिरणित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में आप प्राप्त कर सकते हैं कि यह क्या है अब यहाँ एपर्चर एंटीना के मामले में हमेशा कंडक्शन करंट नहीं होती है क्योंकि आप एक हॉर्न एंटीना के बारे में सोचते हैं मान लीजिए मेरे पास एक हॉर्न एंटीना है तो यह इसका विकीर्ण मुंह है या अगर मैं सामने से देखूं तो यह कुछ ऐसा है इसलिए वास्तव में ये ऐसा हैं तो ये सभी धातुएं हैं और अचानक वहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए कोई धारा प्रवाह नहीं है इसलिए हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि एपर्चर पर कंडक्शन करंट क्या है यही कारण है लेकिन यहाँ एक विद्युत क्षेत्र बनाया गया है किसी भी स्रोत से एक्साइटेड होने के कारण तो एपर्चर एंटीना का विश्लेषण एपर्चर पर क्षेत्र वितरण द्वारा किया जाता है तो हम देखेंगे कि इन सभी प्लानर एंटीना या एपर्चर एंटीना के साथ क्षेत्र के संदर्भ में उनका विश्लेषण किया जाता है जो कि एपर्चर पर होता है इसलिए अगर मैं किसी तरह इस फ़ील्ड को जान जाता हूं तो कैसे पता चलेगा हम देखेंगे कि विभिन्न तरीके हैं लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि एपर्चर पर फ़ील्ड क्या है तो हम हर जगह फ़ील्ड को प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक फ़ील्ड एपर्चर फ़ील्ड आधारित विश्लेषण तकनीक है एक और बात यह है कि यह एपर्चर सार्थक डिरेक्टिविटी रखता है यह हमने पहले भी कहा है कि दोनों एपर्चर आयाम हैं चूंकि यह एक दो आयामी है इसके दो आयाम हैं इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम से कम कई वेवलेंथ होनी चाहिए ताकि आपको एक सार्थक मिल सके इसका मतलब है यह एक बड़े आकार का विद्युत क्षेत्रफल होना चाहिए तभी आपके पास एक सार्थक चीज हो सकती है अब आप सोचते हैं कि कम आवृत्ति पर ये एपर्चर एंटीना लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि यदि आप एपर्चर को बड़े आकार की विद्युत लंबाई का होना चाहते हैं और चूंकि वेवलेंथ कम आवृत्तियों पर बहुत बड़ी होती हैं इसलिए आपको विशाल एपर्चर की आवश्यकता होती है जो संभव नहीं है यही कारण है कि उच्च आवृत्तियों पर विशेष रूप से माइक्रोवेव आवृत्तियों पर जहां आम तौर पर वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर तक कम हो जाती है वहां आपको इस प्रकार की एपर्चर संरचनाएं हो सकती हैं यही कारण है कि एपर्चर एंटीना ज्यादातर माइक्रोवेव आवृत्तियों पर उपयोग करते हैं तो इस पृष्ठभूमि के साथ अब देखते हैं कि एपर्चर से विकिरणित फ़ील्ड को कैसे खोजना है जिसका क्षेत्र वितरण ज्ञात है तो वास्तव में दो तकनीकें हैं जिनमें से आज हम पहली तकनीक देखेंगे जिसे फूरियर ट्रांसफॉर्म विधि द्वारा एक प्लैनर एपर्चर से विकिरण कहा जाता है वैसे मुझे लगता है कि आप सभी को फूरियर ट्रांसफॉर्म का पता है और हम उस फूरियर ट्रांसफॉर्म के ज्ञान का उपयोग करेंगे लेकिन यहां एक अंतर यह होगा कि यह फूरियर ट्रांसफॉर्म टाइम फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है यह एक स्पाटिअल फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसे समझने के लिए आइए हम इस चित्र को देखें मेरे पास इसका एक एपर्चर है इस वृत को सामान्य रूप से दिखाया गया है इसका कोई भी आकार हो सकता है इसलिए यह एक एपर्चर है इसलिए इसे Sa कहा जाता है इस पूरे एपर्चर को Sa द्वारा निरूपित किया जाता है और हम कहते हैं कि हम टेंजेंटिअल फ़ील्ड जानते हैं इसका मतलब है कि इस एपर्चर पर क्षेत्र ज्ञात है और उस क्षेत्र को हम Ea कह रहे हैं तो यह पूरी चीज एक समतल है यहाँ एक कट है और वह कट एपर्चर है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह धातु या डाइइलेक्ट्रिक या कुछ है और वहाँ एक एपर्चर है इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट रिफरेन्स के लिए हम कह रहे हैं की यह स्क्रीन जो z0 समतल है इसलिए एपर्चर z दिशा में विकीर्ण कर रहा है और z 0 आकार से अधिक है और वास्तव में यहाँ कुछ स्रोत हैं जो निश्चित रूप से 0 से कम z पर हैं किसी तरह वे ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिससे यह एपर्चर उत्तेजित होता है हमें इसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सभी स्रोत विद्युत क्षेत्र से विशेषित होते है प्रत्येक टेंजेंटिअल फ़ील्ड से वास्तव में यह एक सिद्धांत से आता है जिसे एक्विवैलेन्स प्रिंसिपल कहा जाता है इसलिए अगर मुझे इस एपर्चर पर क्षेत्र का पता है तो वास्तव में यह उत्तेजना को विशेषित करने के लिए पर्याप्त है तो अब हमारा काम z0 में विकिरणित क्षेत्र को ज्ञात करना है अब हम कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म पर नजर डालते हैं मुझे लगता है कि आप सभी फूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं लेकिन इस मामले में यह एक स्पाटिअल फंक्शन है इसलिए मेरे पास समय का फंक्शन नहीं है मेरे पास अंतरिक्ष का फंक्शन नहीं है माना कि मेरे पास एक फंक्शन w है यह x का एक फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म I है जिसे W द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और इसकी स्पाटिअल फ्रीक्वेंसी जिसे मैं kx के रूप में लिखूंगा तो W जिसे मैं minus infinity से infinity w e to the power plus j kx x dx के रूप में परिभाषित कर सकता हूं यह मेरी स्पाटिअल फूरियर ट्रांसफॉर्म की परिभाषा है कृपया इस प्लस पर ध्यान दें आमतौर पर टाइम फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म में हालांकि यह भी मान्य है हम इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को आमतौर पर minus में लेते हैं लेकिन यहां हम plus ले रहे हैं वास्तव में यह एक सामान्य बात है हम इस मामले में कुछ भी विशेष रूप से किसी कारण के लिए ले सकते हैं जो हमें बाद में लाभ देगा यह plus jk है तो हम लिख सकते हैं कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में w 1 by 2 pi होगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्पाटिअल ट्रांसफॉर्म में परिवर्तनशील kx और x वे उसी रोल का अनुसरण करते हैं जैसे time और omega टाइम सिग्नलस फूरियर एनालिसिस में करते हैं कृपया याद रखें कि t x के समतुल्य नहीं है इस विकल्प के कारण t kx के समान है और omega x के समान है इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा लेकिन हमारी इस पसंद के कारण आम तौर पर यह तुल्यता है इसलिए यह एक वन डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म है अब चूंकि मेरे पास एपर्चर है मुझे दो आयाम की आवश्यकता है इसलिए टू डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है मान लीजिए कि मेरे पास x और y दोनों का फंक्शन u x y है तो इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म I को लिखूंगा और यह इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम शुरू करते हैं अब हमने देखा है कि किसी भी एंटीना में विकिरणित क्षेत्र वेव एक्वेशन को संतुष्ट करता है तो वेव एक्वेशन क्या था del cross del cross E minus k0 square E is equal to minus j omega not J है यह मानक वेव एक्वेशन था और हम जानते हैं कि यह del cross del cross E यानि की वेक्टर आइडेंटिटी से del dot E minus Laplacian E vector Laplacian E और क्षेत्र में इस क्षेत्र में z 0 के बराबर या बड़ा है इसलिए यह एक विकिरणित क्षेत्र है तो वहाँ J 0 है वहाँ कोई चालन धारा नहीं है और चार्ज घनत्व भी नहीं है इसलिए मैं del dot E को 0 के बराबर लिख सकता हूँ है और इन समीकरणों से del square E plus k0 square E 0 के बराबर है अब ये दो मुख्य समीकरण हैं जो हम E का पता लगाने के लिए हल करेंगे इसलिए मैंने अब उन्हें नंबर दे दिया है वास्तव में यहाँ मैंने इसे उल्टे क्रम में लिखा है उल्टे क्रम में मतलब यह मेरी बात के लिए है क्योंकि यह एक वेक्टर समीकरण है तो मुझे यह मेरे समीकरण 1 और डाईवेर्जेंस समीकरण जो E हैं इसे समीकरण 2 कहने दें तो ये दो मुख्य समीकरण हैं जिन्हें हमें हल करने की आवश्यकता है अब फिर से मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक और बात याद आई मान लीजिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्म Ft मैं एक ऑपरेटर लिख रहा हूं यह एक टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है तो मान लें कि मेरे पास एक टाइम फ़ंक्शन s है s के डेरीवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है जिसे हम जानते हैं कि यह j omega this Fts है इसका मतलब है कि यह सिग्नल s का j omega फूरियर ट्रांसफॉर्म है जाहिर है केवल प्रतिबंध यह है की s समय सीमित होना चाहिए इसका मतलब है s of infinity 0 है इसलिए एक समय सीमित संकेत के लिए यह मान्य है अब मैं कहता हूं कि इसका स्पाटिअल हिस्सा क्या होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि Fx del u by del x का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जाहिर है यह एक आंशिक चर है क्योंकि यह दो आयामी है इसलिए इसे मैं minus j kx Fxu लिख सकता हूं minus क्यों स्पाटिअल मामले में उस परिभाषा के कारण इसी तरह यह F एक ऑपरेटर है यही कारण है कि यह कुछ कर्ली है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो एक दो आयामी फ़ंक्शन के लिए यह क्या होगा del x तो यह minus j kx whole square Fxu आदि होगा आप कर सकते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह है और यह है इसलिए मेरे पास del square है del del x square del del y square del del y square है यही कारण है कि मैं यह कर रहा हूं तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के फूरियर ट्रांसफॉर्म को लेते हैं तो मुझे del square del x square plus del del मिलता है यह पहले समीकरण से है बस मैं इसे कार्टेशियन कोआर्डिनेट में लिख रहा हूं इसी प्रकार यहाँ दूसरा समीकरण आप del Ex by del x plus del Ey by del y plus del Ez by del z को 0 के बराबर लिखेंगे अब हम 1 और 2 के फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसलिए यह अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं स्पैटियल फूरियर ट्रांसफॉर्म तो मुझे del square मिलेगा यह क्या है Ex Ex x और y के संबंध में E का फूरियर ट्रांसफॉर्म है यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं जानबूझकर एक प्रतीकात्मक गलती कर रहा हूँ असल में आप देखते हैं कि मैंने वहां लिखा है जब हम w का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इस मूल फ़ंक्शन से पूरी तरह से अलग फ़ंक्शन है यही कारण है कि हम लोअर केस और अप्पर केस का उपयोग करते हैं कुछ अन्य संकेतन के लिए जो हम करते हैं क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म एक पूरी तरह से अलग फंक्शन है यह w के समान नहीं है लेकिन यहां मैं ऐसा कर रहा हूं आपको एक ही नोटेशन E कहाँ मिलेगा और यह बात केवल मैं एक kx दे रहा हूँ वह वास्तव में हो सकती है इसलिए Ex नहीं हटाया जाएगा वास्तव में यह धारणा मैं केवल उसी अरगूमेन्ट से दे रहा हूं आपको यह याद रखना होगा क्योंकि यह केवल E और E नहीं है वे समान फंक्शन नहीं हैं मैं केवल अरगूमेन्ट बदल रहा हूं लेकिन अगर हम अन्य नोटेशन का उपयोग करते हैं तो वो जटिल हो जाएंगी इसलिए हम वही रख रहे हैं लेकिन याद रखने के लिए समझने के लिए या आपको समझना होगा कि kx ky की उपस्थिति से यह फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो यह E के समान कार्य नहीं है यह सरलीकरण के लिए है इसलिए हमें ये दो चीजें मिल गई हैं अब मैं इन्हें हटा रहा हूं तो ये मेरी दो चीजें हैं यहां आप देख सकते हैं कि मुझे यह चर मिला है इसलिए मुझे कुछ सरल करने की जरुरत है ताकि मैं kz square को इस constant k0 square minus kx square minus ky square के बराबर कर दूं तो फिर यह समीकरण अगर मैं उस kz square चीज़ को डालता हूँ तो वह del square E हो जाता है अब मैंने इस समीकरण में रख दिया है kz square को जिस क्षण मैं यह करता हूँ आप देखते हैं कि यह परिचित है यह एक वेव एक्वेशन है तो इसका हल क्या है इस का हल E to the power plus minus j kz z है आप इसे भी डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह एक हल है तो यह वेव एक्वेशन हल हो गया है लेकिन याद रखें कि वास्तव में यह फूरियर ट्रांसफॉर्म हल है क्योंकि यह एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है अब उनके लिए भी चूँकि हम बाहरी प्रोपगैटिंग वेव पर विचार कर रहे हैं इसलिए एक बाहरी लहर के फूरियर ट्रांसफॉर्म में यह plus हल नहीं हो सकता है इसलिए हम plus समाधान नहीं लेंगे यह हल हम दूर फेंक देंगे और हम केवल E to the power minus हल लेंगे तो E का सामान्य हल क्या होगा इसलिए E का हल E है f e to the power minus j kz z मैं लिख सकता हूँ कि जहाँ तक z चर की बात है यह एक स्थिर मान है अब यह निर्धारित किया जाना है इसलिए जिस क्षण यह निर्धारित हो जाता है हम हल ढूंढ लेंगे तो अब यह हल है मैंने इसे इस समीकरण से प्राप्त किया है इसलिए इसे मुझे दूसरे समीकरण में डालनें दें इसलिए यदि मैं इसे दूसरे समीकरण में डालता हूं तो आप देखेंगे कि हमें kx fx plus ky fy plus kz fz 0 के बराबर मिलेगा fx क्या है fx fy fz f के घटक हैं या इसे कभी कभी इसे समझने के लिए भी लिखा जाता है क्योंकि k dot f 0 के बराबर है तो यह समीकरण हमें क्या बताता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है और यह हमें बताता है कि मैं fx fy fz खोजने की कोशिश कर रहा हूं यह कहता है कि वे स्वतंत्र नहीं हैं 2 स्वतंत्र हैं क्योंकि वे इससे संबंधित हैं इसलिए अगर मैं 2 को निकलता हूँ तो अन्य पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं तो यह इनका परिणाम है अब ऐसा क्यों है वास्तव में यदि आप पीछे देखें तो यह समीकरण कहाँ से आया है यह समीकरण विकिरणित क्षेत्र पर प्रतिबंध से आया है यानिकि डाईवेर्जेंस 0 होना चाहिए ताकि डाईवेर्जेंस खत्म हो जाये इस शर्त को लगा दे कि x तीन घटक स्वतंत्र नहीं हैं वास्तव में वहां केवल 2 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है तो यह हल अब मुझे इस हल से उलटा लिखने दें अब यह हल है तो यह क्या है यह एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म E 1 by 4 pi square minus infinity to plus infinity f e to the power minus j kz z then e to the power minus j kx x minus j ky y d kx d ky है यह हल है इस भाग को मैंने लिखा है और फिर e to the power है यह nverse k e to the power j kx minus j k minus d to x है तो यह सरल तरीके के रूप में मैं लिख सकता हूँ जहां k dot r kx x plus ky y plus kz z क्या है तो यह लगभग सब है यह हमें बताता है कि किसी भी बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा यह सरल है यह प्रदर्शित किया जा सकता है क्या मैं कह सकता हूं कि यह e to the power j k dot r है इसका मतलब है विभिन्न मान या x y तो यह एक प्लेन वेव है जिसे मैं कह सकता हूं यह है ये तीनों यह एक प्लेन वेव है और यह मूल रूप से प्लेन वेव्स का सुपरपोजिशन है वे kx ky के अलग मान ले रहे हैं तो यह एक स्पेक्ट्रम है क्योंकि यह kx ky कुछ भी नहीं है लेकिन हमारी स्थानिक आवृत्तियां हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि विकिरणित क्षेत्र क्या है z greater than 0 क्षेत्र में z क्षेत्र को प्लेन वेव के एक स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया जा सकता है क्योंकि यह एक प्लेन वेव है जिसमें वेक्टर आयाम f वेक्टर k कि प्रसार की दिशा में फैलता है यहाँ से हमें यह लेना होगा कि kz kx और ky के विभिन्न मूल्य क्या ले सकते हैं अब kz की परिभाषा से यदि आप kz की परिभाषा देखते हैं तो यह kz square बराबर है k0 square के यह उसकी परिभाषा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोपगेशन वेक्टर का परिमाण k0 के समान है अब दो संभावनाएँ हैं kx square plus ky square k0 से अधिक हो सकता है या k0 से कम हो सकता है यदि kx square plus ky k0 से अधिक है तो kz आप देखते हैं kz काल्पनिक हो जाता है काल्पनिक kz का क्या अर्थ है तो ये प्लेन वेव्स हैं जो ख़त्म हो जाएंगी वास्तव में वे आटेनुएटिंग वेव हैं उन्हें इवेन्सेन्ट वेव्स कहा जाता है और मूल रूप से वे विकिरणों के निकट क्षेत्र में योगदान करते हैं तो निकट क्षेत्र के विकिरण में इवेन्सेन्ट मोड द्वारा योगदान दिया जाता है और इस चीज के लिए यह kz दूसरी स्थिति के लिए वास्तविक है इसलिए वे विकिरणित क्षेत्र में योगदान करते हैं क्योंकि ये एकमात्र प्लेन वेव हैं जो बाहर की ओर फैलती हैं क्योंकि उनका kz वास्तविक है मुझे लगता है कि अगले में हम इसे देखेंगे अब तक हमें f का मान नहीं मिला है क्योंकि हमने कहा है कि यह हल है लेकिन इस f को हमने अभी निकाला नहीं किया है कि f को कैसे निकालें इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद